अब अन्य प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स शुरू करते हैं हम करेंगे मुख्य रूप से पैरामीट्रिक मॉडल के बारे में एक शुरुआत विशेष रूप से अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट मॉडल तो आइए देखें कि पैरामीट्रिक मॉडल क्या है और फिर हम साइज के लिए पैरामीट्रिक मॉडल देखेंगे तो साइज के लिए पैरामीट्रिक मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण फ़ंक्शन पॉइंट हैं फ़ंक्शन पॉइंट जहां आम तौर पर प्रयास के बजाय कोड की लाइनों का अनुमान लगाया जाता था कहने का प्रयास सीधे फ़ंक्शन पॉइंट से अनुमानित नहीं किया जा सकता है पहले हमें कोड की लाइनों का अनुमान लगाना होगा और कोड की लाइनों का उपयोग करके फिर हम इस फ़ंक्शन पॉइंट का उपयोग करके प्रयास का अनुमान लगा सकते हैं तो यह मॉडल इस तरह से काम करता है यह फ़ाइल प्रकारों की संख्या लेता है और इनपुट और आउटपुट लेनदेन प्रकारों की संख्या इनपुट होती है और फिर यह कुछ प्रक्रिया करता है और फिर यह आउटपुट के रूप में सिस्टम साइज का उत्पादन करेगा हमने देखा है कि LOC मॉडल की कई कमियां हैं जो हमने कल देखी हैं इसलिए यह फ़ंक्शन पॉइंट एप्रोच हम कुछ मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे हालांकि वे इन LOC के मामले में दिखाई देते हैं अब देखते हैं कि साइज के लिए विभिन्न पैरामीट्रिक मॉडल क्या हैं तो पहले हम देखेंगे कि अल्ब्रेक्ट IFPUG फंक्शन पॉइंट्स फिर हम साइमन्स मार्क II फंक्शन पॉइंट्स फिर कॉसमिक फंक्शन पॉइंट्स और फिर COCOMO81 और COCOMO II पर चर्चा करेंगे इसलिए उन सभी पैरामीट्रिक मॉडल में से आज हम इस वर्ग के अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट पर अभी चर्चा करेंगे अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो क्या उद्देश्य हैं क्या लाभ हैं और उपयोग की सीमा क्या है तो IFPUG यह इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट्स यूजर ग्रुप के लिए खड़ा है इसलिए इस समूह का मूल उद्देश्य फ़ंक्शन पॉइंट्स के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना था क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि LOC में कई कमियां हैं इस समूह का एक अन्य उद्देश्य निरंतर और सटीक गिनती दिशानिर्देश विकसित करना है कई लाभ हैं जो IFPUG से प्राप्त किए जा सकते हैं इसलिए जैसे लाभ अन्य काउंटरों के साथ नेटवर्किंग करेंगे इसलिए आप अन्य काउंटरों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं इसी तरह IFPUG गिनती अभ्यास मैनुअल भी उपलब्ध हैं वे इसे रिसर्च प्रोजेक्ट हॉटलाइन समाचार पत्रों प्रमाणीकरण या इस IFPUG के कुछ अन्य लाभों का समर्थन करते हैं उपयोग की सीमा सदस्य कंपनियों की तरह है जिसमें वे लगभग सभी उद्योग क्षेत्र शामिल हैं इस समूह में 30 देशों के 1200 से अधिक सदस्य हैं वास्तव में यह अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट है जो कि अल्ब्रेक्ट द्वारा गढ़ा गया था इसलिए जब अल्ब्रेक्ट IBM में काम कर रहा था उसने पाया कि विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की रिलेटिव उत्पादकता को मापने की आवश्यकता है इसलिए वह विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का उपयोग कर रहा था उन्होंने देखा कि विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की रिलेटिव उत्पादकता को मापने की आवश्यकता है इसलिए उन्हें कोड की पंक्तियों की गिनती के बिना किसी एप्लिकेशन के साइज को मापने के कुछ तरीके की आवश्यकता थी क्योंकि कोड की गिनती लाइनों में कई कमियां हैं इसलिए उन्होंने फंक्शन प्वाइंट एनालिसिस करने के लिए पांच मापदंडों की पहचान की है और उन्होंने सूचना प्रणाली के साइज का एक संकेत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रकार की कार्यक्षमता की घटना गिनाई है इसलिए सूचना प्रणाली के साइज का अनुमान लगाने के लिए उसने गिना है कि उसने पहले पांच मापदंडों की पहचान की है और प्रत्येक प्रकार की कार्यक्षमता की घटनाओं को गिना है आइए देखते हैं और मूल रूप से कल हमारे पास अंतिम वर्ग है जिसके बारे में हमने चर्चा की है विभिन्न परियोजना अनुमान तकनीक जैसे टॉप डाउन अप्रोच बॉटम अप अप्रोच वगैरह तो यह अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट विश्लेषण एक टॉप डाउन एप्रोच पर आधारित है अब आइए देखते हैं कि IFPUG क्यों सोचता है कि किसी को LOC का उपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि यह फ़ंक्शन पॉइंट का उपयोग करेगा हमने पिछली कक्षा में LOC की कमियों को पहले ही देख लिया है तब तक हम जल्दी से संशोधित करते हैं जो हमने पहले देखा है कि LOC की कमियां हैं हम जानते हैं कि कोड की पंक्तियाँ यह रूपरेखा डिजाइन को पुरस्कृत करती हैं और संक्षिप्त डिजाइन को दंडित करती हैं इसलिए यदि आपका डिजाइन संक्षिप्त है तो यह आपको दंडित करेगा और कोड की लाइनों के लिए कोई उद्योग मानक ISO या अन्यथा नहीं है इसलिए यह एक और दोष है कि हम देखेंगे कि फ़ंक्शन पॉइंट कहीं ISO मानकों से प्रभावित है और कोड की लाइनें हम जानते हैं कि इसका उपयोग विभिन्न प्लेटफार्मों या विभिन्न भाषाओं में या विभिन्न संगठनों द्वारा नोर्मलिसिंग के लिए नहीं किया जा सकता है कुछ 4GL कोड की इन लाइनों के उपयोग के लिए उनके पास नहीं है तो कोड की बनाई गई रेखाएं उन भाषाओं के लिए उपयुक्त नहीं होंगी जो कोड की रेखाएं भीमिसलीडिंग हो सकती हैं इसलिए ये कुछ कारण हैं कि किसी को LOC का उपयोग नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि वह एक बेहतर पॉइंट के लिए प्रयास करें जैसे कि एक फ़ंक्शन पॉइंट कैसे कार्य पॉइंट LOC की समस्याओं पर आते हैं नंबर एक फ़ंक्शन पॉइंट भाषा से स्वतंत्र होते हैं हमने पहले ही देखा है कि LOC किसी तरह भाषा पर निर्भर प्लेटफॉर्म पर निर्भर है लेकिन फ़ंक्शन बताता है कि भाषाओं से स्वतंत्र टूल से स्वतंत्र या कार्यप्रणाली से स्वतंत्र मेथोडोलोजिज़ के लिए उपयोग किया जाता है तब समारोह अंक वे भी विश्लेषण और डिजाइन के शुरू में अनुमान लगाया जा सकता हमने देखा है कि LOC दृष्टिकोण से LOC ऐसी आवश्यकता विश्लेषण विनिर्देश और डिजाइन के रूप में विश्लेषण डिजाइन के प्रारंभिक चरणों में उपयोग नहीं किया जा सकता है जबकि समारोह पॉइंट अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता सॉफ्टवेयर विकास के शुरुआती चरणों में क्या साइज जैसे विश्लेषण और डिजाइन इसलिए चूंकि फ़ंक्शन पॉइंट सिस्टम के एक्सटर्नल व्यू के यूजरस पर आधारित होते हैं जो आप देखेंगे कि अगर कोई आम आदमी सॉफ्टवेयर के नॉन टेक्निकल यूजर हैं तो भी वे बेहतर हो सकते हैं क्या फंक्शन पॉइंट्स की समझ ठीक माप रहे हैं इसलिए यह फ़ंक्शन इंगित करता है कि वे हैं यूजरस बाहरी व्यवहार क्या करते हैं यूजरस के दृष्टिकोण के आधार पर यही कारण है कि सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट्स के नॉन टेक्निकल यूजरस भी बेहतर समझ सकते हैं कि यह क्या है फंक्शन पॉइंट्स कर रहे हैं या उनकी माप कर रहे हैं अब देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट काउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं यह कार्यक्षमता को मापता है जिसे यूजरस अनुरोध करता है और प्राप्त करता है तो यह मूल रूप से उस कार्यक्षमता को मापेगा जो यूजरस अनुरोध करता है और यूजरस प्राप्त करता है इसी तरह यह इम्प्लीमेंटेशन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र रूप से सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव को मापता है यह हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह किसी भी तकनीक का उपयोग करने से स्वतंत्र है इसीलिए यह सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव गतिविधियों के प्रयासों को माप सकता है तो माप प्रक्रिया के ओवरहेड को कम करने के लिए यह बहुत सरल है तो फ़ंक्शन पॉइंट का उपयोग करके आप माप प्रक्रिया के ओवरहेड को कम कर सकते हैं और इसी तरह एक और उद्देश्य यह है कि यह विभिन्न प्रोजेक्ट्स और संगठनों के बीच एक सुसंगत उपाय है इसलिए यह विभिन्न प्रोजेक्ट्स और संगठनों के बीच एक सुसंगत उपाय है फिर हमें फ़ंक्शन पॉइंट्स का उपयोग क्यों करना चाहिए आपको फ़ंक्शन पॉइंट्स की गणना कब करनी चाहिए इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इस चीज़ का उपयोग न केवल कोडिंग के लिए कर सकते हैं बल्कि कोडिंग शुरू होने से पहले आवश्यकता विश्लेषण चरण और डिज़ाइन हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह हो सकता है कि सॉफ़्टवेयर विकास के शुरुआती चरणों में क्या उपयोग किया जाए और अक्सर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप देखते हैं कि जितनी जल्दी आप एक प्रोजेक्ट्स वितरित कर रहे हैं उतनी ही जल्दी इसे नियंत्रित कर सकते हैं यह बेहतर नियंत्रण में होगा आप इसकी निगरानी कर सकते हैं IFPUG 41 के तहत कई नियम और दिशानिर्देश हैं इन नियमों और दिशानिर्देशों से फ़ंक्शन पॉइंट गिनना संभव हो जाता है एक बार आवश्यकताओं को तय किया गया है इसलिए एक बार आवश्यकताओं के जमे हुए होने के बाद आप IFPUG 41 में दिए गए नियमों और दिशानिर्देशों का उपयोग करके आसानी से फ़ंक्शन पॉइंट्स की गणना कर सकते हैं फ़ंक्शन पॉइंट में साइज का अनुमान पूरे विकास चक्र में लगातार रिफाइंड किया जा सकता है कृपया देखें कि यह केवल एक बार ही एस्टीमेट नहीं है इसलिए आपको पहले एक प्रारंभिक अनुमान लगाना होगा फिर उन अनुमानों को लगातार परिष्कृत किया जा सकता है या आपको लिफेसिक्ले के दौरान अलग अलग जानकारी अपडेटेड जानकारी मिलती है फ़ंक्शन पॉइंट कृपया याद रखें कि पूरे विकास की प्रक्रिया में भर्ती होना चाहिए उन्हें पूरे विकास प्रक्रिया में परिष्कृत किया जा सकता है इसलिए यह गुंजाइश या क्रीप और टूटना को माप सकता है आइए देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट कम्प्यूटेशन में शामिल कदम क्या हैं इसलिए पहले आपको पहचानने के लिए पहले चरण में आपको पहचानना होगा कि काउंटिंग का दायरा और आवेदन सीमा क्या है यह गिनती की गुंजाइश क्या है और पहले आवेदन की सीमा क्या है जिसे पहचानना होगा फिर आपको दो चीजों को गिनना होगा आपको डेटा फ़ंक्शन को गिनना होगा और साथ ही आपको ट्रांजेक्शनल फ़ंक्शन को भी गिनना होगा यहां डेटा फ़ंक्शंस में जैसे इनपुट आउटपुट उन इनपुट डेटा आउटपुट डेटा वगैरह आपको गिनना होगा और गिनती लेनदेन कार्यों में मुख्य रूप से फ़ाइल लेनदेन वगैरह या वे इंटरफेस हैं जिन्हें आपको गिनना है फिर आपको फ़ंक्शन पॉइंट निर्धारित करना होगा और यह अब अनुचित है आपने कुछ और परिष्कृत नहीं किया है इसलिए यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं हम इसे अनादजूस्टेड फंक्शन पॉइंट कहते हैं तो क्या गणना डेटा फ़ंक्शन का उपयोग करके और लेन देन फ़ंक्शन की गणना करके आप अनादजूस्टेड किए गए फ़ंक्शन पॉइंट काउंट को निर्धारित कर सकते हैं और फिर आपको गणना करना होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको फ़ंक्शन पॉइंट को परिष्कृत करना पड़ सकता है तो यह कैसे वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर नामक फ़ैक्टर का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया जा सकता है इसे खोजने का एक सूत्र है जिसे मैं कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा तो फिर हमें वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निर्धारित करना होगा अब यह अनादजूस्टेड फंक्शन पॉइंट और यह जो एडजस्ट वैल्यू एडजस्ट करता है उन्हें एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट देने के लिए गुणा किया जाएगा तो यह है कि कैसे फंक्शन प्वाइंट कम्प्यूटेशन चरणों का पालन करते हैं आइए देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के प्रमुख घटक कौन से हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में पहचाने जाने वाले पाँच प्रमुख कंपोनेंट्स या एक्सटर्नल यूज़ टाइप हैं जिन्हें एक्सटर्नल इनपुट्स एक्सटर्नल आउटपुट एक्सटर्नल इंक्वायरी लॉजिकल इंटरनल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फाइल्स तो ये मूल पांच घटक हैं जिनका उपयोग वे फ़ंक्शन पॉइंट विश्लेषण में करेंगे उन्हें अल्ब्रेक्ट शब्दावली में भी जाना जाता है उन्हें एक्सटर्नल यूजर टाइप के रूप में भी जाना जाता है अब हम देखते हैं कि हम बताए गए पांच घटकों को परिभाषित करेंगे आइए हम जल्दी से परिभाषित करें हालांकि वहाँ या उनके सामान्य अर्थ हैं इसलिए बाहरी इनपुट को हम EI के रूप में कहते हैं वे आंतरिक कंप्यूटर फ़ाइलों को अद्यतन करने वाले लेनदेन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो आंतरिक कंप्यूटर फ़ाइलों को अपडेट करेगा इसलिए इन कार्यों को बाहरी इनपुट प्रकार के रूप में जाना जाता है और बाहरी आउटपुट प्रकार यहां ये लेन देन होते हैं जो आंतरिक कंप्यूटर फ़ाइलों से डेटा को निकालते हैं और प्रदर्शित करते हैं इसलिए लेनदेन जो जानकारी को निकाल देगा इसलिए मूल रूप से ये आउटपुट प्रकार हैं और आम तौर पर पाठ्यक्रम की अलग अलग रिपोर्ट बनाना शामिल है अगर आप रिपोर्ट बनाने वाले हैं तो यह किस प्रकार का आउटपुट प्रकार होगा और अगला एक एक्सटर्नल इंक्वायरी प्रकार है इसलिए यहां यूजरस ने ऐसी कार्रवाई शुरू की जो जानकारी प्रदान करती हैं लेकिन कंप्यूटर फ़ाइलों को अपडेट नहीं करती हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट में वे लेनदेन टाइप करते हैं जो वे कंप्यूटर फ़ाइलों को अपडेट करते हैं लेकिन यह सिर्फ इंक्वायरी और पूछताछ है कोई अपडेशन नहीं होगा केवल यूजरस ने लेनदेन शुरू किया जो केवल जानकारी प्रदान करते हैं लेकिन कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते हैं आम तौर पर यूजरस इनपुट करता है कि कुछ डेटा जो यूजरस को ठीक जानकारी की आवश्यकता के लिए सिस्टम को निर्देशित करता है इसलिए यहां एक्सटर्नल यूजर टाइप में यूजरस कुछ डेटा इनपुट करेगा जो सिस्टम को जानकारी के लिए मार्गदर्शन करेगा जो यूजरस को चाहिए तो अगले एक लॉजिकलइंटरफ़ेस या LIF फ़ाइलें तो यह सिस्टम विश्लेषण डिजाइन की शर्तों में डेटा स्टोर के लगभग बराबर है तो जिनके पास अध्ययन प्रणाली विश्लेषण डिजाइन की शर्तें हैं आपको कुछ डेटा स्टोरों का अध्ययन करना होगा तो यहाँ यह LIF यह लगभग बराबर है यह डेटा स्टोर के बराबर बनाया है और इसलिए आम तौर पर इन प्रकारों को लक्ष्य प्रणाली द्वारा बनाया और पहुँचा जाता है और एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल प्रकार यह प्रतिनिधित्व करता है या ये चीजें प्रतिनिधित्व करती हैं डेटा एक डेटा स्टोर से पुनर्प्राप्तकिया जाता है जो वास्तव में एक और अलग एप्लिकेशन द्वारा बनाए रखा जाता है यही कारण है कि इसे एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल प्रकार के रूप में जाना जाता है देखें कि ये फंक्शन पॉइंट पैरामीटर हैं जिन पर हमने पाँच चर्चा की है और मूल रूप से हमने उन सभी बातों पर चर्चा की है जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है अधिक एक्सप्लनेशन दिया गया है आप स्वयं देख सकते हैं फिर हमें अपने द्वारा दी गई परिभाषाओं के कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक्सटर्नल इनपुट यह डेटा को संसाधित करता है जो कहीं न कहीं से सीमा के बाहर से आता है एक्सटर्नल इनपुट जो यह दे रहा है और यह उदाहरण के लिए ऐसा है कि कुछ ऑनलाइन एंट्री और एक्सटर्नल इनपुट दे रहा है और फिर यह लेनदेन क्या है क्या होगा यह ग्राहक की जानकारी को अपडेट करेगा और फिर ग्राहक की जानकारी फ़ाइल यह कहां है फ़ाइल अपडेट की जाएगी इसलिए यहां यह एक्सटर्नल इनपुट यह डेटा को संसाधित करेगा जो एक सीमा से एक्सटर्नल अनुप्रयोग से आता है यह डेटा को अपडेट करेगा और एक्सटर्नल आउटपुट में यह डेटा उत्पन्न करता है जिसे एप्लिकेशन सीमा के बाहर भेजा जाता है यहां डेटा एक्सटर्नल इनपुट में एक्सटर्नल अनुप्रयोग सीमा से आ रहा है लेकिन एक्सटर्नल आउटपुट में डेटा को अनुप्रयोग सीमा के बाहर भेजा जाता है आप यहाँ देखते हैं कि यह ग्राहक को सूचना फ़ाइल है और फिर एक प्रक्रिया है कि ग्राहक जानकारी को कौन सी श्रेणी में रखता है इससे एक्सटर्नल लोगों को अंतिम चरण तक की श्रेणी जैसी जानकारी मिलती है जो एक्सटर्नल आउटपुट है इसलिए ये एक्सटर्नल आउटपुट का एक उदाहरण है एक इंक्वायरी के बारे में क्या है तो एक्सटर्नल पूछताछ पर एक आउटपुट होता है जिसके परिणामस्वरूप डेटा पुनर्प्राप्ति होता है परिणामों में कोई देऱीवे डेटा नहीं है इसलिए यहां आप कुछ और अपडेट नहीं कर सकते हैं जो केवल कुछ डेटा का उत्पादन करता है जो कुछ डेटा पुनर्प्राप्ति में परिणाम करता है इसलिए यहां और इस परिणाम में कोई भी देऱीवे डेटा नहीं हो सकता है तो यहां अंतिम यूजर कुछ क्वेरी पूछ रहा है और यह इंक्वायरी क्या हो सकती है कि ग्राहक जानकारी का विवरण क्या हो सकता है तो ये आसान प्रक्रिया प्रदर्शन ग्राहक जानकारी हैं यह ग्राहक जानकारी फ़ाइल से डेटा प्राप्त कर रहा है और डेटा प्राप्त करने के बाद यह अंतिम यूजर के पास जा रहा है इसलिए यह एक्सटर्नल इंक्वायरी का एक उदाहरण है आगे क्या इंटरनल लॉजिक फ़ाइल की एक परिभाषा है तो एक इंटरनल लॉजिक फ़ाइल तार्किक रूप से संबंधित डेटा का एक यूजर पहचान योग्य समूह है तो मूल रूप से यह तार्किक रूप से संबंधित डेटा का एक समूह है जो आवेदन की सीमा के भीतर जहां बनाए रखा जाता है एक्सटर्नल नहीं कृपया याद रखें कि यह एक्सटर्नल नहीं है यह अनुप्रयोग की सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है जैसे कि आपने देखा है अंतिम यूजरस जो कुछ ग्राहक जानकारी भेजते हैं फिर यह प्रक्रिया ग्राहक जानकारी को अपडेट करती है वह उस जानकारी को प्राप्त करती है और अक्सोर्डिंगली यह ग्राहक जानकारी को अपडेट करती है जहां ग्राहक जानकारी फ़ाइल में है इसलिए ग्राहक जानकारी फ़ाइल को इंटरनल लॉजिकल फाइल माना जाएगा और अंतिम एक एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल है तो यह डेटा का एक यूजर पहचानने योग्य समूह है जो अनुप्रयोग द्वारा संदर्भ है तो मूल रूप से यह डेटा का एक समूह है जिसे एप्लिकेशन द्वारा संदर्भित किया जाता है लेकिन इसे किसी अन्य एप्लिकेशन की सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है यह आंतरिक नहीं है यह एक अन्य एप्लिकेशन की सीमा के भीतर बनाए रखा गया है यही कारण है कि नाम एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल है हम पहले ही इंटरनल में देख चुके हैं कि यह क्या हो रहा है यह अनुप्रयोग की सीमा के भीतर है यही कारण है कि यह इंटरनल लॉजिकल फ़ाइल है लेकिन यहां आप इस फ़ाइल को सीमा के बाहर देख सकते हैं तो ठीक है इसलिए यह सीमा के भीतर बनाए रखा गया है एक और आवेदन के यह इस वर्तमान एप्लिकेशन की सीमा के बाहर है यह कहीं बाहर है यही कारण है कि नाम एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल है उदाहरण के लिए अंत यूजर के यहाँ कुछ ज़िप कोड में मान्य ज़िप कोड और ज़िप कोड की तरह कुछ अद्यतन और ज़िप कोड तालिका इसलिए वेलिडेशन के लिए संदेश को यहां जाना है और यहां आना है और फिर यह ग्राहक जानकारी फ़ाइल को अपडेट करेगा तो यहाँ ज़िप कोड तालिका एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फ़ाइल पर दर्शाती है अब हम जल्दी से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसे हम खरीद ऑर्डर देना चाहते हैं और इनपुट डेटा आइटम डेट सप्लायर नंबर प्रोडक्ट कोड क्वांटिटी रिक्वायर्ड डेट रिक्वायर्ड वगैरह जैसे हैं आउटपुट डेटा आइटम खरीद संख्या की तरह हैं यह सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा उल्लिखित एन्टीटीएस इस प्रकार की हैं जैसे कि प्रोडक्ट परचेस आर्डर परचेस आर्डर आइटम वगैरह जैसी संस्थाओं को संदर्भित किया जाता है अब हम सिस्टम के साइज का अनुमान लगाना चाहते हैं आइए देखें कि यह कैसे कर सकता है इसलिए सिस्टम साइज की गणना करने के लिए आपको यह काम करना चाहिए कि आप क्या करते हैं प्रत्येक फ़ंक्शन काउंट के लिए पहले इनपुट डेटा आइटम की संख्या ज्ञात करें जो नी है फिर आउटपुट डेटा आइटम की संख्या जो कि नहीं है फिर संस्थाओं की संख्या जो दर या अद्यतन है और फिर सभी के लिए फंक्शन काउंट का पता लगाने के बाद प्रत्येक फंक्शन काउंट के लिए इनका पता लगाने के बाद फिर आप पूरे सिस्टम के लिए ये हैं फिर इन्हें जोड़ा जाना है इससे आपको पूरे सिस्टम के लिए इनपुट डेटा आइटम N i की संख्या मिल जाएगी पूरे सिस्टम के लिए आउटपुट डेटा आइटम N o की संख्या और पढ़े या अपडेट की गई संस्थाओं की संख्या जो पूरे सिस्टम के लिए N e है यदि आप एक छोटा सा उदाहरण लेंगे तो यह एक नमूना उदाहरण है जहां ये आवश्यकताएं ठीक हैं तो इन आवश्यकताओं के लिए इन कार्यों के लिए कार्यक्षमताएं हैं तो A 1 के लिए 10 इनपुट हैं A 1 के लिए 2 आउटपुट होते हैं और A 2 एंटिटी एक्सेस के लिए 4 है जैसे कि इसके लिए 12 आवश्यकताएं हैं इनपुट्स का पता लगाएं सभी 12 आवश्यकताओं के लिए आउटपुट का पता चलता है सभी 12 आवश्यकताओं के लिए तब एंटिटी एक्सेस की जाती है सभी इकाई तक पहुँच के लिए मायने रखता है फिर आप क्या करते हैं ये सभी छोटे छोर हैं हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक फ़ंक्शन के लिए प्रत्येक गणना के लिए हम n के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे सिस्टम के लिए इसे N के साथ निर्भर किया जाएगा इसलिए आप देख सकते हैं पूँजी N i इन योगों का मात्र योग होगा जो कि 120 है और इसी तरह पूरे सिस्टम के लिए N o के आउटपुट की संख्या 120 के बराबर है समान रूप से पूरे सिस्टम के लिए एक्सेस किए गए एंटिटीज़ की संख्या इस काउंट्स का योग होगी जो 60 के बराबर है इसलिए इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि इनपुट्स आउटपुट्स एंटिटी एक्सेस किए गए मोटे तौर पर किस साइज के अनुरूप हैं इस तरह से पूरे आवेदन अब क्या देखेंगे कि अल्ब्रेक्ट के पास फ़ंक्शन का पता लगाने के लिए एक सूत्र है विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पॉइंट ∑UFP वजनxदिए गए प्रकार के तत्वों की संख्या इसलिए उन्होंने वास्तव में एक्सटर्नल यूजरस प्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे कि कुछ एक्सटर्नल यूजरस प्रकार कम जटिल हो सकते हैं उनमें से कुछ मध्यम हैं जटिल और उनमें से कुछ उच्च जटिल हैं तदनुसार उसने कुछ प्रस्तावित किया है वजन जटिलता के आधार पर इन एक्सटर्नल यूजरस प्रकारों के लिए कुछ गुणक तो एक्सटर्नल इनपुट की तरह अगर यह कम जटिल या कम जटिल अनुप्रयोग है तो यह है 3 एक मध्यम जटिल अनुप्रयोग के लिए EI 4 के बराबर है उच्च जटिल आवेदन के लिए Ei का मूल्य 6 के बराबर है इसलिए इस तरह से उसने कहीं के लिए कुछ गुणकों का प्रस्ताव किया है विभिन्न प्रकार के एक्सटर्नल यूजरस इसे अल्ब्रेक्ट के रूप में जाना जाता है इन्हें इस रूप में जाना जाता है अल्ब्रेक्ट जटिलता गुणक उन गुणकों को मैं फ़ंक्शन पॉइंट्स की गणना में उनका उपयोग करूंगा आइए हम जल्दी से एक छोटा सा उदाहरण लें आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं वर्तनी जाँच के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करना स्पेल चेकर इनपुट के रूप में स्वीकार करता है कि क्या दस्तावेज़ फ़ाइल और एक वैकल्पिक व्यक्तिगत निर्देशिका फ़ाइल फिर स्पेल चेकर यह सभी को सूचीबद्ध करता है शब्द जो इन फ़ाइलों में से किसी में भी संतुष्ट नहीं हैं यूजरस की संख्या को क्वेरी कर सकता है यूजरस द्वारा संसाधित शब्द संसाधित किए गए शब्दों की संख्या और की संख्या को क्वेरी कर सकते हैं स्पेलिंग एर्रोर्स जो प्रसंस्करण के दौरान किसी भी स्तर पर पाई जाती हैं इसलिए यदि आप आकर्षित कर सकते हैं यदि आपको आशा है कि आपको डेटा प्रवाह आरेख ज्ञात है तो आप कर सकते हैं इसके लिए आसानी से डेटा प्रवाह आरेख या संदर्भ आरेख आकर्षित करें जहां आप यह देख सकते हैंयूजरस इस प्रक्रिया को क्या जानकारी भेज सकता है और प्रक्रिया कुछ कर सकती हैप्रसंस्करण यह वर्तनी परीक्षक कुछ प्रसंस्करण कर सकता है और यह आउटपुट देता है और अब हम फ़ंक्शन पॉइंट का पता लगाना चाहते हैं कैसे किया जा सकता है यह देखें कि क्या आप इसे देखते हैं आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट 2 क्या हैं इनपुट्स यदि आप प्रोग्राम को उदाहरण 2 इनपुट देखेंगे एक डॉक्यूमेंट फाइल और ऑप्शनल पर्सनल डायरेक्टरी तो ये दो इनपुट हैं जो मैंने दिखाए हैं कि 2 यूजरस इनपुट हैं दस्तावेज़ फ़ाइल नाम और व्यक्तिगत शब्दकोश नाम और वे औसत के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है जटिल या मध्यम जटिल 3 यूजरस आउटपुट हैं वे क्या त्रुटि या रिपोर्ट हैं शब्द गणना और गलत वर्तनी की गणना यह भी औसत जटिलता के रूप में माना जाएगा या यूजरस दो चीजों का अनुरोध करता है 2 प्रश्न होंगे 2 प्रश्न क्या हैं की संख्या संसाधित शब्द और वर्तनी त्रुटियों की संख्या उन्हें प्रश्न के रूप में बनाया जा सकता है ताकि वे औसत माना जा सकता है इसलिए कि 2 यूजरस प्रश्न या 2 यूजरस अनुरोध हैं 1 इंटरनल है लॉजिकल फाइल वह शब्दकोष है जहां उन सभी को संग्रहीत किया जाता है जहां 2 है एक्सटर्नल फाइलें वे क्या हैं दस्तावेज़ फ़ाइल के साथ ही व्यक्तिगत निर्देशिका व्यक्तिगत शब्दकोश औसत उन चीजों को समस्या के रूप में अच्छी तरह से वर्णित किया है आरेख में उस इनपुट और आउटपुट के रूप में भी दर्शाया गया है जिसे आप देख सकते हैं अब हमारा उद्देश्य फ़ंक्शन पॉइंट का पता लगाना है इसलिए इस अल्ब्रेक्ट ने एक प्रस्ताव दिया है सूत्र और इस सूत्र के अनुसार आइए देखें कि यह सूत्र कहां होना चाहिए UFP inputs4 outputs5 inquiries4 files10 interfaces7 तो एक सूत्र है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं तो UFP को इस तरह से गणना की जा सकती है इस पैरामीटर का सारांश जो भी आप ले रहे हैं और इसमें वजन होगा इसलिए आपको इस पैरामीटर को अपनाना होगा और फिर वहाँ का वज़न कई गुना बढ़ जाएगा यहां 'into' हो और सारांश ले इसलिए यदि हम देख सकते हैं कि यहां UFP की गणना की गई है यहाँ के रूप में पैरामीटर क्या हैं पैरामीटर ठीक हैं तो अब हम देख सकते हैं कि UFP की संख्या 4 प्लस में आउटपुट की संख्या में 5 प्लस में इनपुट की संख्या के बराबर है 4 से अधिक फ़ाइलों की संख्या में 10 से अधिक की संख्या में 7 में इंटरफेस की संख्या तो फिर क्या हो रहा है इसलिए यहां मूल रूप से ये भार हैं 4 5 और 4 10 ये वज़न हैं एक औसत प्रोजेक्ट के लिए वज़न चुना जाता है क्योंकि सभी देखें पैरामीटर औसत प्रकार हैं तो ये औसत मान लिए गए हैं और फिर आप उन्हें गुणा करें और वे योग लेते हैं तो आखिरकार आप देख रहे हैं यूएफपी 55 हो रहा है इसलिए यह असमायोजित फंक्शन पॉइंट है तो इसके बाद हमारे साथ असमायोजित फंक्शन पॉइंट है यह शुरुआती वैल्यू है फिर वही हो सकता है परिष्कृत किया जा सकता है अब देखते हैं कि यह कैसे परिष्कृत किया जा सकता है इसलिए अल्ब्रेक्ट ने 14 सामान्य प्रणाली का प्रस्ताव दिया था इन विशेषताओं का मूल्यांकन और मूल्य समायोजन कारक ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है VAF या कभी कभी इसे TCF तकनीकी रूप से तकनीकी जटिलता कारकों के रूप में जाना जाता है इसलिएये सामान्य प्रणाली विशेषताओं के आंकड़े हैं जैसे डेटा संचारवितरित डाटा प्रोसेसिंग वगैरह और अंतिम गणना किस खोज पर आधारित है अनुचित फ़ंक्शन पॉइंट जो हमने पहले ही इस सूत्र का उपयोग किया है फिर यह क्या मूल्य समायोजन कारक तो मूल्य समायोजन कारक की गणना के लिए एक सूत्र है यह इस तरह दिया गया है VAF TDI 001 065 तो ऐसा क्या हुआ कि ये 14 पैरामीटर हैं उन्हें 0 से 5 की सीमा के भीतर कुछ मान दिए गए हैं इन मूल्यों को प्रभाव की डिग्री या DI के रूप में जाना जाता है जहां 0 का प्रतिनिधित्व नहीं है या कोई प्रभाव नहीं है एक आकस्मिक प्रभाव है और 5 इस के मजबूत प्रभाव के साथ है इसलिए यहां वे VA के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया करते हैं जो यहां लिखा गया है कि हमें 0 से 5 के पैमाने पर 14 सामान्य प्रणाली विशेषताओं में से प्रत्येक का मूल्यांकन करना है ताकि किसी DI के मूल्य का निर्धारण किया जा सके जिसे इस रूप में जाना जाता है प्रभाव की डिग्री इसलिए फिर हमें सभी 14 सामान्य प्रणालियों के लिए सभी प्रभाव को जोड़ना होगा इससे TDI को प्रभावित किया जाएगा जो कुल प्रभाव की डिग्री है फिर हमें VAF के मान का पता लगाने के लिए इन फॉर्मूले में TDI का मान सम्मिलित करना होगा कि मूल्य समायोजन कारक या जटिलता कारक क्यों हम फ़ंक्शन पॉइंट के मान को परिष्कृत करना चाहते हैं तो VAF 001 से 065 में TDI के बराबर है यह अल्ब्रेक्ट अपने शोध से पहले ही पता लगा चुका है तो यह VAF या यह TCF यह विकास के प्रयास पर संबंधित पैरामीटर के समग्र प्रभाव को व्यक्त करता है तो यह प्रक्रिया है अब हम देखते हैं कि एक ही उदाहरण जारी रहेगा जहां 14 सामान्य प्रणाली विशेषताएँ हैं और हम मान लेते हैं कि ये मान लगभग औसत हैं यह 3 है क्योंकि मैंने पहले ही आपको 0 से 5 के बीच का मान बताया है मान लीजिए यह 3 है तो आप कैसे गणना कर सकते हैं इसलिए VAF सूत्र मैंने आपको पहले ही यहां बताया है कि TDI और TDI की गणना कैसे की जाएगी यदि 1 के लिए मान की डिग्री पर है प्रभाव 3 और 14 पैरामीटर है इसलिए 3 में 14 तो वह 42 है इसलिए वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर42 होगा कितना शून्य पॉइंट 001 में TDI देखें तो यह 42 में 001 प्लस होगा और एक स्थिर 065 होगा जैसे यह 107 है तो अंत में समायोजित फ़ंक्शन पॉइंट की गणना निम्नानुसार की जा सकती है FPUFP VAF आपको मान समायोजन कारक के साथ अनवांटेड फ़ंक्शन पॉइंट को गुणा करना होगा इसलिए इन के बाद आपको वह 5885 मिलेगा तो यह दिए गए वर्तनी चेकर अनुप्रयोग जो समायोजित फ़ंक्शन पॉइंट है के लिए यह अनुचित फ़ंक्शन पॉइंट है अब हम यहां एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने उस हर पैरामीटर के लिए किस डिग्री के प्रभाव को चुना है यह 3 वर्दी का है लेकिन अगर यह अलग अलग DI के साथ 14 सामान्य सिस्टम विशेषताओं की तरह अलग है जैसे कुछ 3 कुछ 0 कुछ 4 और कुछ 5 इसलिए यह इसके बीच में है 0 से 5 के बीच में है तो कुल प्रभाव की मात्रा इनका योग है यह 36 है और आप कह सकते हैं कि अब यह मान एडजस्टमेंट फैक्टर कितना होगा 36 डाल देगा उपरोक्त सूत्र जो 101 तक बढ़ाएगा और एक बार VAF की गणना करने के बाद आप कर सकते हैं समायोजित फ़ंक्शन पॉइंट के समायोजित फ़ंक्शन की आसानी से गणना करना बराबर होगा UFP का गुणन वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर में अनैच्छिक फ़ंक्शन पॉइंट इसलिए यह 5555 पर आ रहा है तो इसमें आपने उन दो मामलों को लिया है जहां GSC के मान सामान्य प्रणाली के लक्षण समान हैं एक अन्य मामले में मूल्य सामान्य प्रणाली की विशेषताएँ अलग हैं समायोजित फ़ंक्शन का पता कैसे करें ठीक है तो एक और उदाहरण एक बहुत छोटा उदाहरण है यह आप स्वयं देख सकते हैं उस उदाहरण को पढ़कर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने इनपुट हैं और यहाँ पर मैंने जो दो इनपुट लिए हैं एक माध्यम का है दूसरा उच्च का है और एक आउटपुट है जो मध्यम जटिलता का है एक इंटरनल फ़ाइल जो कि मध्यम जटिलता है और एक सरल इंटरफ़ेस फ़ाइल है जो सरल है इसलिए उन सभी चीजों को जोड़ें तो मिलेगा कुल UFP कितना 30 FP के बराबर है इसलिए यदि पिछली प्रोजेक्ट्स यदि आप पहले से ही इसी तरह की प्रोजेक्ट्स विकसित कर चुके हैं और यदि पिछली प्रोजेक्ट्स ने एक दिन के लिए 5 फंक्शन पॉइंट दिए हैं तो आप आसानी से गणना कर सकते हैं कि आपको 6 दिन 35 से 30 बाय 5 तक ले जाना है ताकि इस प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए आपको 6 दिन का समय लेना होगा तो अन्य अभ्यास दिए गए हैं ताकि आप अभ्यास कर सकें प्रत्येक अभ्यास के लिए यह पता करें कि अनवांटेड फंक्शन पॉइंट क्या है फिर VAF क्या हैं उन सभी चीजों को गुणा करें फिर आप अल्ब्रेक्ट का उपयोग करके कुल फ़ंक्शन पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं क्या फ़ंक्शन पॉइंट विधि तो अंत में यहां हमने अल्ब्रेक्ट IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट विश्लेषण पर चर्चा की है हमारे पास है इससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं और अगली कक्षा में भी मैं इसके लिए कुछ और उदाहरण लूंगा फिर हमें FP गणना की गणना करने के लिए इस चरणों पर चर्चा करनी होगी फिर हमने फ़ंक्शन पॉइंट को भी अलग अलग मापदंडों मेरे द्वारा बताए गए मापदंडों को प्रस्तुत किया है और फिर हमने कुछ उपयुक्त उदाहरणों के साथ IFPUG फ़ंक्शन पॉइंट काउंटिंग की व्याख्या की है हमने मुख्य रूप से लिया है यह इन दो पुस्तकों पर एक अवधारणा है हम इस पर गौर कर सकते हैं